अब हम देखते हैं कि हम तीन फेज़ वेवफॉर्म abc को α β निर्देशांक में कैसे बदलेंगे और α β निर्देशांक से d q निर्देशांक में जो कि DC निर्देशांक है अब इस तीन फेज़ वेवफॉर्म पर विचार करें मुझे उन्हें बनाने दें अब यह समय अक्ष के साथ एक तीन फेज़ वेवफॉर्म है a फेज़ b फेज़ c फेज़ a फेज़ और आगे ऐसे ही तो प्रत्येक अपने आप मे एक समय की वेव शेप है अब यह भी पहले की तरह ही स्थानिक निर्देशांक में दर्शाया जा सकता है अब आपके पास तीन प्लेन्स हो सकते हैं a फेज़ एक प्लेन में हो सकता है हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन b फेज़ 120 डिग्री प्लेन में हो सकता है c फेज़ एक दूसरे प्लेन में हो सकता है जो a प्लेन से 240 डिग्री पर है तो उनके प्रोजेक्शन स्थानिक निर्देशांक पर होंगे इस तरह दिखेगा तो हम कहते हैं कि मेरे पास तीन अक्ष हैं a अक्ष b अक्ष और c अक्ष उन्हें स्थानिक रूप से 120 डिग्री की दूरी या 2π3 रेडियन की दूरी पर वितरित किया गया है मुझे हल्के रंग में अक्ष के नेगेटिव भाग को बनाने दें b फेज़ a से 2π 3 रेडियन की दूरी पर है c फेज़ a से 4π3 रेडियन की दूरी पर है सभी विरोधी दक्षिणावर्त में मापे गए है अब एक निश्चित समय पर इस तरह की एक रेफरेन्स लाइन पर विचार करें इस पल में a फेज़ अधिकतम पर है b फेज़ और c फेज़ नेगेटिव 05 पर हैं इसलिए मैं a फेज़ मान रखूंगा यह a फेज़ रेखा के साथ a फेज़ वेक्टर है क्योंकि यह a अक्ष हॉरिजॉन्टल अक्ष के साथ प्रोजेक्शन है और जिसका मान 1 है आइए हम कहते हैं ये सभी साइन वेव्स यूनिट एम्प्लीट्यूड की है इसलिए इसका एम्प्लीट्यूड 1 है अब b फेज़ और c फेज़ दोनों यहां एक मेल बिन्दु पर हैं और वे एम्प्लीट्यूड 05 पर हैं अब मैं नेगेटिव 05 डालूँगा इसलिए b फेज़ अक्ष यहाँ हैनेगेटिव 05 यहाँ है और c फेज़ अक्ष यहाँ है नेगेटिव c फेज़ अक्ष उस तरफ है इसलिए मैं c 05 कहूँगा अब ये दोनों समग्र परिणामी वेक्टर में योगदान करते हैं यह 60 डिग्री है यह 60 डिग्री cos 60 05 है इसलिए 05 गुणा 05 14 है 05 गुणा 05 14 14 जमा 14 है इसलिए पूरी तरह से 05 एक में जुड़ जाता है इसलिए आपके पास 32 15 का कुल एम्प्लीट्यूड होगा तो यदि आपके पास सभी यूनिट साइन हैं तो आपको 32 परिणामों का एक वेक्टर परिणामी वेक्टर दिखाई देगा अब हम कहते हैं ये फेज़ हैं उदाहरण के लिए यह फेज़ वोल्टेज या फेज़ कर्रेंटस हो सकते हैं यदि आप समय अक्ष के साथ इस रेफरेन्स लाइन को समय अक्ष के साथ सुचारू रूप से स्थानांतरित करते हैं तो यह वेक्टर यहां त्रिज्या 32 के एम्प्लीट्यूड के सुचारू वृत्त के रूप में स्थानांतरित होगा तो इस तरह यह आएगा दो फेज़ प्रणाली α β प्रणाली की तरह जैसा हमने देखा अब यह तीन फेज़ प्रणाली है हमें इसे α β प्रणाली में बदलना है तो आप इसे दो फेज़ प्रणाली ऑर्थोगोनल प्रणाली में प्राप्त करेंगे और α β प्रणाली से आइए हम इसका घूर्णन d q रेफरेन्स फ्रेम में अनुवाद करते हैं निरीक्षण करें कि इस दिशा में मेरे पास एक परिणामी वेक्टर है और फिर हम कहते हैं कि मैं समय को स्थानांतरित करता हूं और इस पॉइंट पर c अधिकतम नेगेटिव है इसलिए यह इस रेखा के साथ है इसलिए यह इस तरह होगा परिणामी वेक्टर फिर अगर मैं दूसरे समय पर स्थानांतरित करता हूं तो यहां b अधिकतम है b उसके साथ है इसलिए आप देखेंगे कि परिणाम उस अंदाज़ में जाता है और फिर नेगेटिव a इस दिशा में परिणाम फिर यहाँ c अधिकतम है आप देखेंगे कि यह इस दिशा में है तो यहाँ b नेगेटिव अधिकतम है यह इस दिशा में है और फिर a एक चक्र पूरा होता है तो आप देखते हैं कि परिणामी वेक्टर एक पूरा चक्कर बनाता है तो यह इस तरीके से वृत्त का वर्णन करता है अब मुझे α β अक्ष को आकर्षित करने दें अब मेरे पास α β अक्ष है इस पर मैं a b c अक्ष को रख दूंगा और मुझे इस अंदाज़ में एक वेक्टर ra वेक्टर rb और rc लेने दें तो यह सिर्फ एक स्वेच्छित वेक्टर है तो ra a अक्ष के साथ है rb b अक्ष के साथ है rc c अक्ष के साथ है अब हमारा काम abc वैक्टर को परिवर्तित करना है यह ia ib ic या va vb vc का निरूपण कर सकता है तो किसी भी स्वेच्छित abc वैक्टर को α β निर्देशांक प्रणाली में परिवर्तित करना है तो हमें यह abc से α β के लिए परिवर्तन करने दें अब वेक्टर R जो ra rb rc की रचना है raej0 पोलर निर्देशांक rb rb को b अक्ष के संबंध में कहा जाता है जो कोण 2π 3 rbe2π 3 पर है और rc c अक्ष को संदर्भित करता है जो rce4π 3 है इसलिए यह वेक्टर परिणामी वेक्टर R है अब इसका विस्तार करें आपके पास ra rbcos 2π3 rccos 4π 3 j rbsin 2π 3 rcsin 4π 3 है यह काल्पनिक भाग है अब कॉस और साइन के लिए मान डालें ra rb2 rc2 क्योंकि cos 2π3 12 है cos4π 3 12 है तो यह वास्तविक भाग होगा प्लस jrb × √32 यह sin2π3 का मान है माइनस rc √32 sin4π3 का मान √3 2 है तो यह काल्पनिक हिस्सा होगा तो यह फॉर्म rα jrβ है इसलिए यह rα होगा यह rβ होगा अब इस rα rβ को मैट्रिक्स रूप rα jrβ में दर्शाते हैं तो rα rβ एक परिवर्तन मैट्रिक्स के माध्यम से जाता है जो है अब ra 1 12 यह 12 है और फिर rβ के लिए ra से कोई योगदान नहीं है यह शून्य है rb से योगदान √32 है rc से योगदान √3 2 है और फिर आप इसे इस वेक्टर ra rb rc से गुणा करते हैं तो यह हमारा परिवर्तन है तो इस से हम देखते हैं कि हम rα rβ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह वेक्टर Rαβ है जिसका निरूपण α β निर्देशांक में हो रहा है और इनपुट ra rb rc हैं और इसे इस परिवर्तन मैट्रिक्स के माध्यम से पास करते हैं आपको rα rβ α β निर्देशांक प्रणाली में मिलेंगे तो यह abc से α β में परिवर्तन है अब αβ निर्देशांक वेक्टर को dq में रूपांतरित करते हैं तो αβ से dq परिवर्तन dq समकालिक रेफरेन्स फ्रेम है जो घूम रहा है α β निश्चित है स्थिर है तो हम कहते हैं कि Rdq Rαβ e jρ के बराबर है जहाँ ρ αβ निर्देशांक प्रणाली और dq निर्देशांक प्रणाली के बीच का कोण है तो यह rαj rβcos ρ j sin ρ है तो आप इसका विस्तार करते हैं आप देखेंगे कि आप इसे इस अंदाज में प्राप्त करेंगे अब यह rd है और यह rq है ताकि हमारे पास rd jrq हो तो rd और rq क्या है मैं इसे मैट्रिक्स रूप में रख सकता हूं rd यह है cosρ अंदर आएगा sinρ अंदर आएगा rq है माइनस sinρ और cosρ और मैं इनपुट वैक्टर में rα rβ को डाल सकता हूं तो इस को इस कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स रूप में डाल दिया गया है और यह αβ से dq में परिवर्तन होगा और यह एक वेक्टर है कह सकते हैं कि dq रेफरेन्स फ्रेम में है तो हम उस dq रेफरेन्स फ्रेम पर एक नजर डालते हैं यह αβ निर्देशांक प्रणाली है आइए हम एक स्वेच्छित वेक्टर लेते हैं और यह लाल रेखा dq रेफरेन्स फ्रेम का d अक्ष है यह q अक्ष है ऑर्थोगोनल है और dq अक्ष को αβ अक्ष से कोण ρ से स्थानांतरित किया जाता है यदि यह कोण ρ एक बदलता हुआ कोण है तो हम कहें यह ωt से बदल रहा है जहां ω रेडियन आवृत्ति को दर्शाता है तो यदि यह 50 हर्ट्ज पर घूम रहा है तो यह कोण 2π 50 हर्ट्ज गुणा t होगा और यह कोण घूर्णन होगा जो 50 हर्ट्ज की दर से बढ़ेगा और यह dq निर्देशांक प्रणाली घूम रही है यदि यह वेक्टर करंट या वोल्टेज का निरूपण कर रहा है फिर से 50 हर्ट्ज पर घूम रहा है तो यह dq रेफरेन्स फ्रेम वोल्टेज या करंट वेक्टर के साथ समकालिक किया जाएगा और dq अक्ष रेफरेन्स फ्रेम पर कोई भी प्रोजेक्शन स्थिर निश्चित होगा और dq निर्देशांक प्रणाली में यह DC होगा इसलिए यदि आप dq रेफरेन्स फ्रेम में नियंत्रक सर्किट और नियंत्रक एल्गोरिदम रखते हैं तो सभी मापदंड DC दिखाई देंगे तो अगर मैं इस वेक्टर rq और rd को dq रेफरेन्स फ्रेम पर प्रोजेक्ट करता हूंतो rq rd का यह सापेक्ष मान हमेशा निश्चित रहेगा हालाँकि यदि इस वेक्टर को निश्चित और αβ अक्षों के संबंध में प्रोजेक्ट किया जाता है अब αβ अक्षों के संबंध में यह वेक्टर घूम रहा है तो यह वेक्टर घूम रहा है और इसलिए α का मान और β का मान साइनुसॉइडली बदल जाएगा यदि यह एक साइनुसॉइडल वेव शेप है और चूंकि यह dq रेफरेन्स फ्रेम भी हरे रंग के वेक्टर के साथ घूम रहा है rd और rq स्थिर होंगे और इसलिए dq रेफरेन्स फ्रेम में सब कुछ DC दिखाई देगा अब यह अवधारणा है तो यह है कि हमने कैसे abc साइन वेवफॉर्म तीन फेज़ साइन वेवफॉर्म्स को αβ दो फेज़ साइन वेवफॉर्म्स राशि में परिवर्तित किया है और α β से हम dq रेफरेन्स फ्रेम राशि में परिवर्तित होते हैं जो कि rd rq है जो प्रकृति में DC हैं यदि आप dq रेफरेन्स फ्रेम में हैं और वेक्टर को देख रहे हैं